हम अपने तीसरे मॉड्यूल से शुरू करते हैं जहां हम विभिन्न क्रियाओं और इन क्रियाओं का संयोजन की जांच करते हैं तीसरे मॉड्यूल का प्राथमिक उद्देश्य बिहेवियर हॉफ मेसेनरी के व्यवहार की विस्तृत तरीके से जांच करना है और मेसेनरी के लिए एक बंद रूप समाधान बंद रूप विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति विभिन्न क्रियाओं और संयोजनों के तहत बनाना हैं यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तब हम इसके तहत ताकत स्थापित करने में सक्षम होते हैं मेसेनरी घटकों के विभिन्न आकारों की विभिन्न क्रियाएं शायद आप पतली दीवारों स्क्वाट दीवारों बीम कॉलम आदि में रुचि रखते हैं कम्प्रेशन के साथ शुरू करते हैं कौनसेंट्रिक कम्प्रेशन इसेंट्रिक कम्प्रेशन झुकना बाहर समतल झुकने और फिर अंत में एक मेसेनरी वाली दीवार पर अभिनय करने वाले प्लेन में झुकने या शियर एक्टिंग और निश्चित रूप से हम यह समझने में रुचि रखते हैं कि वे एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं पल के साथ अक्षीय भार शियर बल के साथ अक्षीय बल और हमारी विफल सतहों के नीचे जहां तक मेसेनरी के व्यवहार का संबंध है ये क्रिया तैयार और समझी जाती हैं इस डिजाइन के लिए एनालिटिकल आधार बन जाता है तो अगला मॉड्यूल डिजाइन में व्यवहार करेगा जो वास्तव में विभिन्न कार्यों के तहत मेसेनरी के व्यवहार में शामिल होने जा रहा है तो मैं यांत्रिक व्यवहार से शुरू करता हूं कम्प्रेशन में मेसेनरी के यांत्रिकी यह कुछ ऐसा है जिसे हमने पहले ही काफी ध्यान से देखा है विशेष रूप से सह क्रिया इकाई और मोर्टार दोनों के बीच हालांकि इरादा यह है कि यदि आपके साथ घटकों की ताकत और घटकों के गुण हैं इकाई और मोर्टार क्या आप मेसेनरी की कम्प्रेशन शक्ति का अनुमान लगाने में सक्षम होंगे अक्सर ऐसा नहीं होता है कि आप प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर पाएंगे और कह पाएंगे यह उस मेसेनरी की विफलता शक्ति है जिसके साथ मैं काम करने जा रहा हूं आपको एनालिटिकली इसको समझने की आवश्यकता है कि यह कैसा प्रदर्शन कर रहा है और इकाई की ताकत और मोर्टार ताकत एक ऐसी चीज है जिसे आप व्यावहारिक रूप से भी आसानी से स्थापित कर सकते हैं तो उस ज्ञान के साथ एक जटिल व्यवहार के लिए पहुंचने में सक्षम होना संभव है जैसा कि हमने देखा है कम्प्रेशन में ही संयोजन के कारण मेसेनरी की विफलता शक्ति क्या है तो हम आज की कक्षा में जांच कर रहे हैं हम एक अक्षीय कम्प्रेशन की जांच करने जा रहे हैं कॉन्सन्ट्रिक हमने अभी भी नहीं किया है हम ग्रेडिएंट्स के तनाव में नहीं जा रहे हैं कम्प्रेशन की विलक्षणता के कारण और हम मेसेनरी के कम्प्रेशन की ताकत को देख रहे हैं यह दीवार की ताकत नहीं है हम मेसेनरी की दीवार के पतलेपन को नहीं ला रहे हैं जहां दूसरे क्रम के प्रभाव चित्र में आ सकते हैं इसलिए हम अभी भी मेसेनरी को कम्प्रेशन के तहत सामग्री के रूप में जांच रहे हैं तो हमने इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और हमने चर्चा की कि मेसेनरी की ताकत यूनिट की ताकत और मोर्टार की ताकत के बीच कहीं है और यह दोनों के बीच होने वाली सह क्रिया के कारण हैं इकाई और मोर्टार के बीच इकाई दोनों में से अधिक मजबूत होने वाली है लेकिन दोनों में जितनी अधिक भंगुरता होगी दोनों में कम विकृत हैं मोर्टार अधिक विकृत है ताकत में कमजोर है लेकिन आप दोनों के बीच स्थापित बंधन के कारण दोनों के संयोजन के रूप में प्राप्त करें घटक बीच में कुछ है और हमने यह भी जांचा है कि तनाव की स्थिति कैसी है एक अक्षीय द्वारा विशेषता इकाई में तनाव की स्थिति की बहुअक्षीय अवस्था में कम्प्रेशन और द्विपक्षीय तनाव रूपों और मोर्टार में कम्प्रेशन की त्रिअक्षीय स्थिति कैसे होती है यूनिट द्वारा पेश किए गए कारावास के कारण तो आइए इसे ध्यान में रखें और इसे फॉर्मूलेशन के आधार के रूप में उपयोग करें तो मैं इकाई के रैखिक लोचदार व्यवहार की धारणा के तहत सूत्रीकरण की जांच करने जा रहा हूँ और मोर्टार जो निश्चित रूप से सच नहीं है जैसा कि आप जानते हैं हम सामग्री के साथ काम कर रहे हैं जिनकी अलग अलग ताकत है और जो बहुत पहले ही गैर रैखिकताअस्थिरता में प्रवेश कर सकते हैं और इसलिए हम एक दूसरे सिद्धांत की जांच करेंगे जो की मेसेनरी की विफलता शक्ति पर पहुंचने में मोर्टार और इकाई दोनों के बिना लोचदार व्यवहार के लिए जिम्मेदार है तो लीनियर इलास्टिक सिद्धांत के साथ शुरू करने के लिए यह एक अच्छी तरह से स्थापित सैद्धांतिक ढांचा है यह कई दशक पहले हॉलर फ्रांसिस के काम से आता है यहां मूल धारणा यह है कि पूरी विधानसभा लोचदार तरीके से काम कर रही है और यहीं से हमारे लिए समस्या उत्पन्न होती है तो हम इकाई और मोर्टार में बहुअक्षीय प्रतिबल की अवस्थाओं के निर्माण में पोइसन का प्रभाव मौलिक है इस पर बात कर रहे थे तो अगर मुझे ईंट इकाई की जांच करनी है तो यह जानने होगा कि नोटेशन परिचित हैं हम z अक्ष को देख रहे हैं वर्टिकल दिशा में कार्यरत तनाव एक अक्षीय कम्प्रेसिव अक्षीय कम्प्रेशन के रूप में σz ईंट इकाई में पार्श्व द्विपक्षीय तनाव दो दिशाओं σ bx और σ by जबकि कम्प्रेशन के तनाव की बहु अक्षीय स्थिति मोर्टार में इकाई σz अक्षीय कम्प्रेशन के रूप में और अन्य दो दिशाएं जो कम्प्रेशन σ JX और σ JY में हैं यहाँ सबस्क्रिप्ट b का उपयोग ईंट इकाई और j को जॉइंट से संदर्भित किया जाता है तो हमारे पास σ bx और σ by σ jx और σ jy हैं तो इकाई के आयामों और मोर्टार संयुक्त के संदर्भ में हम ईंट इकाई की मोटाई टी बी और टी जे मोर्टार की मोटाई के रूप में देख रहे हैं अब इस समझ पर आधारित कि त्रिअक्षीय तनाव की स्थिति के तहत पॉइसन का प्रभाव आता है हम ईंट इकाई में विरूपण और मोर्टार में विरूपण विभिन्न दिशाओं में तनाव की स्थिति के संबंध में लिख सकते हैं तो अगर आप ईंट इकाई में विकृति देखें हम ईंट इकाई में तनाव को x दिशा में लिख सकते हैं तो ε bx तनाव की त्रिअक्षीय अवस्था के संदर्भ में Eb यहाँ लोच के मापांक को संदर्भित करता है ईंट σ bx दिशा bx में प्रत्यक्ष तनाव है νb यहां ईंट इकाई का पॉइसन का अनुपात है और अन्य दो दिशाओं में तनाव σ z कम्प्रेशन और σ by तो आप तनाव की त्रिअक्षीय स्थिति के संबंध में पॉइसन के प्रभाव को देख रहे हैं इसी तरह ε by लिखा जाता है हमारे पास तनाव की स्थिति σ by है जिसका ε by में प्रत्यक्ष योगदानकर्ता होने जा रहा है और अन्य दो दिशाओं में पॉइसन के प्रभाव से दिशा में विकृति में परिवर्तन होता है इसी तरह हम मोर्टार संयुक्त की विकृति को लिखते हैं मोर्टार संयुक्त त्रिअक्षीय कम्प्रेशन में है तो आपके पास ε jx हैं इसलिए x दिशा में जोड़ में कम्प्रेस्सिव स्ट्रेन और वाई दिशा में संयुक्त में कम्प्रेशन तनाव जहां EJ मोर्टार जॉइंट के लोच का मॉड्यूलस है फिर से तनाव के कारण होने वाला तनाव जिसका सीधा संबंध दिशा से है तो σjx और σjy εjx के लिए और ε jy और अन्य दो दिशा पोइसन के प्रभाव के कारण होता है और νb यहाँ मोर्टार या जोड़ के सामग्री के पॉइसन के अनुपात को संदर्भित करता है हालांकि हम जानते हैं कि दो सामग्रियों के बीच एक बंधन मौजूद है और इसलिए वहाँ लैटरल विकृतियों की संगतता घटित होगी स्ट्रेन की अनुकूलता होने जा रही है बांड के अस्तित्व के कारण लेटरल विकृतियों की संगतता जिसका अर्थ है कि ईंट इकाई में x दिशा में तनाव मोर्टार सामग्री में भी x दिशा में तनाव के समान होने वाला है तो ε bx ε jx और ε by εjy के बराबर होना चाहिए यह मूल रूप से इंटरफ़ेस पर लैटरल स्ट्रेन है जब तक की संतुलन बना रहता है जब तक कि आपको असफलता न मिले यह स्वीकार्य है हमें बलों के संतुलन पर भी विचार करना होगा इसलिए यदि आप x और y दोनों दिशाओं में आंतरिक बलों का संतुलन लेटरल दिशाएं हम मोर्टार संयुक्त की मोटाई की जांच कर सकते हैं जिस पर ईंट इकाई की मोटाई ये तनाव कार्य कर रहे हैं और इन दो दिशाओं में संतुलन को लिखते हैं तो यह धारणाओं का मूल सेट है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं और बल तुलन और विकृतियों की अनुकूलता वह है जो हमें इस अभिव्यक्तियों का सेट लिखने में मदद कर रही है यदि हम एक्सप्रेशन के पिछले सेट को मिलाते हैं तो हमारे पास जो अंतिम परिणाम है हम जिस तक पहुँचने में रुचि रखते हैं क्या हम उस तनाव के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं जिस पर σ z के तहत मेसेनरी विफल हो जाएगी σ z वर्टिकल कम्प्रेशन है हम σ z के लिए एक्सप्रेशन चाहते हैं जो घटकों का एक फंक्शन है ईंट की लोच का मापांक मोर्टार की लोच का मापांक इकाई की ज्योमेट्री और मोर्टार विशेष रूप से इन सामग्रियों की संयुक्त मोटाई और पॉइसन का अनुपात तो घटक की सामग्री को जानना और उनकी घटक ताकत ईंट इकाई की टेंसिल ताकत मोर्टार की कम्प्रेसिव ताकत क्या हम σ z या उसकी विफलता मान पर पहुंचने में सक्षम होंगे तो पिछली अभिव्यक्ति में जो हमने देखा है α संयुक्त मोटाई अनुपात का प्रतिनिधित्व कर रहा है इसी तरह अगर हम β को ईंट इकाई के लिए मोर्टार सामग्री को लोच के मापांक के बीच अनुपात के रूप में उपयोग करना चाहते हैं हम σ bx को σby के बराबर σz के मामले में लिख रहे है तो यह एक्सप्रेशन के पिछले सेट की एकमात्र पुनर्व्यवस्था है जो कि विरूपण पर आधारित है अब वे उपभेदों के संदर्भ में व्यक्त किए गए थे हम उन्हें σbx और σby के टर्म्स में लिख रहे हैं यूनिट और मोर्टार में विभिन्न तनावों को खत्म करना जिन्हें हम मापने और जानने में सक्षम हैं ज्योमेट्री और पोइसन का अनुपात के व्यक्तिगत मूल्य मोर्टार का ईंट का और दोनों सामग्री की लोच का मापदण्ड तो आप यहां जो अभिव्यक्ति देखते हैं वह मूल रूप से तनाव की अज्ञात अवस्थाओं को समाप्त कर देती है इसलिए हमारे यहां स्थानीय तनाव की अभिव्यक्ति है जो कि टेंसिल तनाव है जो ईंट इकाई σ bx और σ by के अधीन है उस तनाव के संदर्भ में इसे लिखने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि टेंशन में ईंट यूनिट फेल हो जाएगी तो हमारे पास इस तंत्र का एक विचार है चूंकि ईंट इकाई के तनाव में विफल होने की उम्मीद है अब हमारे पास एक अभिव्यक्ति है जो ईंट इकाई में तनाव से संबंधित है ईंट इकाई में टेंसिल तनाव इस समग्र स्ट्रेस से संबंधित है वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस जिसे आप वास्तव में लागू कर रहे हैं और जिसके तहत प्रिज्म विफल होने जा रहा है यह सामान्य अभिव्यक्ति है अब हमें शक्ति मूल्यों को जोड़ने में सक्षम होने की आवश्यकता है और इसका कारण यह है कि यह इस रूप में है आपके पास पहले से ही ईंट इकाई के तनाव में तनाव है σ bx और σ by वास्तव में टेंसिल तनाव हैं लेकिन हम जानते हैं कि ईंट की इकाई विभाजित होने वाली है यह इस पर विभाजित होने जा रहा है क्योंकि यह टेंसिल ताकत हैं इसलिए अगर मुझको ईंट इकाई की टेंसिल ताकत का अनुमान है तो मैं σ z में व्यंजक प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए इसे यहां प्लग कर सकता हूं ताकि इसे इस तरह से डिजाइन किया जा सके तो आपको ईंट इकाई की विफलता के लिए एक मापदंड की आवश्यकता है यदि आपको ग्राफ याद है जिससे हमने देखा था व्यवहार के संदर्भ में हमने जो आंकड़ा देखा था तनाव इकाई में पथ मोर्टार में तनाव पथ उस क्षण में आ जाएगा जब हम यह मानते थे और यह काफी उचित धारणा है कि ईंट इकाई में विफलता प्लेन कम्प्रेशन और तनाव के तहत एक सीधी रेखा सही है तो यह हमारे लिए एक मापदंड बनाता है आपके पास इकाई की कम्प्रेशन शक्ति और इकाई की टेंसिल ताकत के बीच एक सीधी रेखा की बातचीत है वह एक सीधी रेखा विफलता प्लेन है तो अगर f bc इकाई की कम्प्रेशन शक्ति है इकाई की एकअक्षीय कम्प्रेसिव शक्ति और f bt इसलिए f bt इकाई की अक्षीय टेंसिल ताकत है अगर आपको डायरेक्ट टेंशन टेस्ट करना है और इकाई की टेंसिल शक्ति प्राप्त करें आप एक अक्षीय कम्प्रेशन परीक्षण फ्लैट वाइज ईंट इकाई पर कम्प्रेशन परीक्षण करते हैं और आपको f bc मिलता है तो f bc और f bt के साथ कंप्रेसिव स्ट्रेस के बीच एक सीधी रेखा इंटरेक्शन उपलब्ध है ईंट इकाई और यह केवल चीजों को थोड़ा सरल बनाने के लिए है कि हम लैम्ब्डा जैसे अनुपात को देख रहे हैं हमने चर्चा की है कि ईंट की टेंसिल ताकत कम्प्रेशन शक्ति के लगभग दस प्रतिशत होगी तो आप इस के साथ काम कर सकते हैं यदि आपके पास प्रत्यक्ष तनाव परीक्षण से निकलने वाला सटीक मूल्य नहीं है आप अभी भी इस संबंध का उपयोग यूनिट की टेंसिल शक्ति और यूनिट की ही कंप्रेसिव स्ट्रैंथ के बीच कर सकते हैं तो आपके पास यह सीधी रेखा विफलता है तनाव कम्प्रेशन में ईंट की सतह जो मानदंड स्थापित करने में सक्षम होने के लिए हम फ़ीड करेंगे इसलिए यदि हम अब एक्सप्रेशन में स्थानापन्न करते हैं तो हम σ bx और σ by का उपयोग कर रहे हैं जो यूनिट में टेंसिल तनाव के अलावा कुछ नहीं हैं तो हमारे यहाँ σ t में एक एक्सप्रेशन है इसलिए σ bx और σ by σt द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है और σz के मामले में फिर से लिखा जा सकता हैं हमको σz एक्सप्रेशन मिलेगा क्योंकि अब हम इकाई की कम्प्रेशन में विफलता शक्ति ला रहे हैं σz मेसेनरी असेंबली में ही कम्प्रेशन में विफलता का जिक्र करने जा रही है तो अब हमारे पास एक अभिव्यक्ति है जो एक अक्षीय संकेंद्रित कम्प्रेशन के तहत मेसेनरी की विफलता शक्ति है जहां आपको जिन मानदंडों की आवश्यकता होती है वे इकाई के पॉइसन के अनुपात में होते हैं मोर्टार का पॉइसन अनुपात इकाई की लोच का मापांक मोर्टार की लोच का मापांक आपके पास अल्फा शब्द है जो और कुछ नहीं है बल्कि जोमेट्रिकल पैरामीटर संयुक्त मोटाई बनाम ईंट की मोटाई और अंत में लैम्ब्डा जो और कुछ नहीं बल्कि f bc द्वारा f bt की शक्तियों का अनुपात है तो यह एक अभिव्यक्ति है जो काफी अच्छी है लेकिन रैखिक विश्लेषण आधार है रैखिक लोचदार विश्लेषण इस अभिव्यक्ति का आधार है तो इस सिद्धांत की मौलिक सीमा जिसे अक्सर दो लोगों के रूप में जाना जाता है जिसने शुरू में इसे हॉलर फ्रांसिस सिद्धांत प्रतिपादित किया यह तथ्य है कि हम रैखिक लोचदार व्यवहार मान रहे हैं और हम जानते हैं कि मोर्टार और इकाई एक हद तक बहुत अधिक मोर्टार है एक रैखिक लोचदार तरीके से व्यवहार नहीं करने वाला है और मेसेनरी सम्मिश्र के व्यवहार के लिए इस प्रकार के आधार पर विचार करने की समस्या यह है कि आप इस तस्वीर को याद रखें जहां आपके पास अक्षीय कम्प्रेशन है जो कि भार है लोड के कारण होने वाले तनाव को लागू किया गया है कम्प्रेशन भार जो पार्श्व कम्प्रेशन पार्श्व तनाव के खिलाफ लागू किया जा रहा है बिंदु यह है कि इकाई में तनाव पथ को रैखिक माना जाता है और फिर यह विफलता मानदंड को हिट करता है जिसका हमने उपयोग किया है जो कम्प्रेशन और इकाई के लिए तनाव लिफाफा में सीधी रेखा है हम फिर से मान रहे हैं कि मोर्टार में तनाव पथ प्रिज्म में मोर्टार का मार्ग में तनाव है जो कि रैखिक लोचदार भी है हम समझा नहीं पाएंगे वास्तव में इकाई और मोर्टार एक साथ कैसे विफल हुए वास्तव में आप इकाई में टेंसिल के टूटने की एक घटना और कारावास का नुकसान और मोर्टार की कुचल विफलता की अपेक्षा करते हैं यदि आप इस सिद्धांत पर चलते हैं मोर्टार की ताकत और इकाई की ताकत के आधार पर आपको विफलता के बिंदुओं के बीच असमानता मिलेगी तो इस सिद्धांत के अनुसार ईंट विफल हो जाएगी और उसके बाद कभी कभी आप लोड बढ़ा देते हैं और फिर मोर्टार फेल हो जाता है जो नहीं होता है वहां दोनों की एक साथ विफलता है तो मैं यहीं रुकता हूं हम वापस आकर उसी स्थिति की जांच करेंगे लेकिन मोर्टार ताकत के साथ यहां दिखाए गए के अनुसार इकाई ताकत से अलग ताकत और फिर जांच करें कि हम ऐसी स्थिति में कैसे जाते हैं जहां मोर्टार का इनेलास्टिक व्यवहार हमें बहुत बेहतर कम्प्रेशन के तहत यांत्रिक व्यवहार की भविष्यवाणी दे सकता है धन्यवाद